नमस्कार सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग कोर्स के इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है इस वीडियो व्याख्यान में एक हालिया हार्डवेयर हमले को देखेंगे जिसे रो हैमर के नाम से जानते हैं यह अटैक DRAM में संग्रहित बिट को बिना उस तक पहुंचे बदल देता है यह एक हालिया हमला है जिसे 2014 में खोजा गया था और तब से अब तक कई तरीके के अनुचित कार्य हुए हैं जिसमें इस तकनीक का इस्तेमाल अनुप्रयोगों और प्रणालियों पर विभिन्न प्रकार के हमलो के लिए किया गया है साथ ही इस हमले को रोकने के लिए कई तरीके के उपाय भी विकसित किए गए हैं इस तरीके के बहुत सारे स्लाइड 2017 में प्रोफेसर अनुर मुतलू से किए गए बातचीत के आधार पर लिए गए हैं रो हैमर क्या है इसको समझने से पहले DRAM की छोटी सी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं DRAM जैसा कि हम जानते हैं कि एक विशिष्ट संरचना है जिसका उपयोग सिस्टम में रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए किया जाता है तो यह DRAM कुछ इस तरह दिखाई देता है यह DRAM कैपेसिटी मेमोरी होते हैं और यह मैट्रिक के फॉर्म में इस तरह व्यवस्थित रहते हैं कि मैट्रिक के रो और कॉलम के बीच कोई चीज इसलिए जब इस कैपेसिटीर पर 1 को संचित करने की आवश्यकता होती है तब उस कैपेसिटीर को चार्ज किया जाता है कैपेसिटीर को पढ़ने के लिए ट्रांजिस्टर को ऑन किया जाता है तो डाटा वास्तव में इस विशेष बिटलाइन के माध्यम से पढ़ा जाता है अतः अनिवार्य रूप से कैपेसिटीर का चार्ज परिभाषित करता है कि मेमोरी सेल 1 या 0 संचित कर रहा है और कैपेसिटीर बहुत बड़ा होना चाहिए कैपेसिटीर मैं जो समस्या हो सकती है वह यह है कि समय के साथ धीरे धीरे कैपेसिटीर डिस्चार्ज हो सकता है अतः यह आवश्यक है कि DRAM को समय समय पर चार्ज किया जाए जिससे DRAM अपनी वैल्यू ना खो दे तो इसे प्राप्त करने के लिए क्या होगा कि एक विशेष बाहरी सर्किटरी होगी जो समय समय पर DRAM में प्रत्येक सेल का ध्यान रखती है और इसे फिर से लिखती है इसलिए कैपेसिटीर संधारित्र के प्रभार को बहाल करता है तो यह चरण यह सुनिश्चित करता है कि कैपेसिटीर पर चार्ज को लंबे समय तक बहाल और बनाए रखा जाए तो यहाँ इस फिगर में यह विशेष रूप से पता चलता है कि कैसे रिफ्रेशिंग होती है इसलिए रिफ्रेशिंग करना आम तौर पर समय समय पर DRAM संरचना में होता है इसलिए ये क्षेत्र विशेष हैं जहां DRAM रिफ्रेशिंग अवधि के कारण दुर्गम है जहां कैपेसिटर रिचार्ज किए जाते हैं जबकि DRAM में सुलभ क्षेत्र यहां हैं किसी भी लोड या एक DRAM के लिए स्टोर ऑपरेशन इस विशेष समय अवधि के भीतर होना चाहिए अब जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि DRAM को रो में व्यवस्थित किया जाता है इसलिए हर बार जब हम वास्तव में किसी विशेष मेमोरी लोकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो पूरी रो पंक्ति सक्रिय हो जाती है और चार्ज को विभिन्न कैपेसिटर में संग्रहीत किया जाता है और फिर इसे रो पंक्ति बफर में कॉपी किया जाता है पंक्ति रो बफ़र से यह फिर कैश मेमोरी और प्रोसेसर सहित सिस्टम के विभिन्न अन्य घटकों में चला जाएगा अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है तो मेमोरी और अधिक जटिल होती जाती है इसके लिए वास्तव में बड़े पैमाने पर और अधिक घनी मेमोरी की आवश्यकता है नतीजतन एक DRAM में मौजूद ऐसी रो की संख्या वास्तव में समय के साथ कम होती जाती है अब इस स्केलिंग का एक परिणाम यह हुआ कि इन पंक्तियों रो के बीच का अंतर भी कम हो गया और चूँकि प्रत्येक पंक्ति रो में सेल चार्ज के कारण काम करता है क्योंकि पंक्तियों रो के बीच का स्थान कम हो जाने के कारण संभावना है कि इन विभिन्न पंक्तियों के बीच हस्तक्षेप होगा मूल रूप से आवेशित निकायों के करीब विभिन्न पंक्तियों रो के बीच विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप अधिक होता है इसी तथ्य को वास्तव में रो हैमर में उपयोग किया जाता है रोहमर अटैक वास्तव में क्या दिखाती है कि अगर DRAM में एक विशेष पंक्ति रो को लगातार एक्सेस किया जाता था तो यह निरंतर मेमोरी एक्सेस पड़ोसी पंक्तियों रो को प्रभावित कर सकती थी इसलिए उदाहरण के लिए यहां हमारे पास एक विशिष्ट पंक्ति रो थी जिसे लगातार एक्सेस किया गया है और यह आसन्न सटा हुआ पंक्तियों रो में संग्रहीत चार्ज को प्रभावित कर सकता है इसका कारण यह है कि लगातार पंक्ति रो वोल्टेज को टॉगल करने से आसन्न सटा हुआ पंक्तियों को खोल देता है इस प्रकार आसन्न सटा हुआ पंक्तियों रो को अधिक तेज़ी से लीक करने के लिए मजबूर कर देता है दूसरे शब्दों में आसन्न सटा हुआ पंक्तियाँ रो वास्तव में रिफ्रेशिंग की तुलना में बहुत अधिक तेजी से डिस्चार्ज होती हैं इसका परिणाम यह है कि आसन्न सटा हुआ पंक्तियों रो पर कुछ सेल दूषित हो सकती हैं और उनमें मौजूद डेटा बदला जा सकता है अब यह एक उदाहरण है कि रोहमर हमला कैसे काम करेगा और यह एनीमेशन विशेष मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की इस विशेष वेबसाइट से लिया गया है हमलावर क्या करेगा कि वह DRAM में विशिष्ट पंक्तियों रो को बदल देगा और एक रिफ्रेशिंग अवधि के भीतर उन्हें लगातार एक्सेस करेगा अब यह पड़ोसी पंक्तियों सटा हुआ को प्रभावित करता है और पड़ोसी पंक्तियों सटा हुआ में मौजूद डेटा को बदलने के लिए मजबूर करता है तो यह यहाँ इन हरे और लाल ब्लॉकों द्वारा दर्शाया गया हैग्रीन ब्लॉक दिखाता है कि हमलावर वैद्य तरीके से कहां पहुंच रहा है जबकि लाल ब्लॉक दिखाता है कि DRAM में रो हमेरिंग के कारण क्या प्रभाव पड़ा रहा है इसलिए हम जो हासिल करने में सक्षम हैं वह यह है कि हम बहुत ही उच्च दर पर मेमोरी लोकेशन एक्सेस करके आसन्न पंक्तियों सटा हुआ को टॉगल बदल सकते हैं अब क्यों यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप मेमोरी में संग्रहीत डेटा के भंडारण की अखंडता को संशोधित कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर बता दे की हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक विशेष तरीके का डाटा रो उपस्थित है उदाहरण के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि एक पेज टेबल विशेषत कर्नल के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है अब आसन्न पंक्तियों सटा हुआ के रो हमेरिंग के माध्यम से एक त्रुटि उत्पन्न करके हम पृष्ठ तालिका पेज टेबल की सामग्री को संशोधित करने में सक्षम होंगे इसलिए हम उदाहरण के लिए एक पेज को एक्सेस करेंगे जोकि सिर्फ कर्नल के लिए एक्सेसिबल है एक विशेष रो हमेरिंग प्रोग्राम कुछ इस तरह दिखाई देता हैवास्तव में यहां स्रोत कोड को देख सकते हैं जहां से इस कोड को लिया गया है यह काफी सरल हैइसमें एक छोटा लूप है जिसमें हम DRAM के भीतर कुछ विशेष रो को अंकित करते हैं तो इस विशेष मामले में रो x और y को हम टारगेट करते हैं और इन पंक्तियों को एक्सेस करने के लिए मेमोरी को मजबूर करते हैं ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस विशेष लोकेशन के डाटा को हम eax रजिस्टर और ebx रजिस्टर में स्टोर करते हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है कैश मेमोरी से x और y के डेटा को फ्लश करने के लिए CLFLUSH इंस्ट्रक्शन निर्देशों का उपयोग किया गया है जो कि x86 सिस्टम समझ सकता है इसलिए यह सुनिश्चित करेगा कि इन लोड निर्देशों के दौरान DRAM को हमेशा एक्सेस किया जाए और लोड वास्तव में कैश मेमोरी से डेटा प्राप्त नहीं करता है MFENCE निर्देश का उपयोग DRAM में स्थानान्तरण को क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है इसलिए निर्देशों का यह छोटा सा सेट एक बहुत ही उच्च दर पर बार बार दोहराया जाता है और इस प्रकार DRAM में पंक्तियों रो तक निरंतर पहुंच होती है अब जैसा कि हमने पिछले एनिमेशन में देखा है कि DRAM के रिफ्रेश पीरियड की तुलना में बहुत तेज दर से ऐसा करने से आसन्न पंक्तियाँ सटा हुआ चार्ज खो देती हैं और त्रुटियों को प्रेरित करती हैं और आसन्न पंक्तियों सटा हुआ में गिर जाती हैं इस भेद्यता का उपयोग वास्तव में कई अलग अलग हमलों को करने के लिए किया गया है उदाहरण के लिए ये हमले जावास्क्रिप्ट में लिखे जा सकते हैं और वेब एप्लिकेशन को रूट विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए मजबूर करते हैं कुछ और अटैक rampage अटैक और glitch अटैक भी है जिसे ज्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं रो हैमर की खोज के बाद कई सारे समाधान प्रस्तावित किए गए ये समाधान विभिन्न हार्डवेयर स्तर पर किए गए हैं अब DRAMs को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि रो हैमर के प्रभाव की संभावना कम हो इसके अलावा रिफ्रेश रेट बढ़ाने अधिक परिष्कृत त्रुटि सुधार तकनीकों को जोड़ने जैसी चीजों का उपयोग हार्डवेयर में किया गया है ताकि वास्तव में इन समाधानों का ध्यान रखा जा सके इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी तकनीक उपयोग में लाई गई जिसने यह सुनिश्चित किया कि DRAM को विभाजित किया जा सके और महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण डाटा DRAM में एक दूसरे के करीब ना हो